सभी को नमस्कार तो आज के ट्यूटोरियल सत्र में आपका स्वागत है आज हम टॉपिक मॉडलिंग के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए इस ट्यूटोरियल के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास पहले से ही जुपिटर नोटबुक स्थापित है और हम टॉपिक मॉडलिंग सत्र के साथ शुरू करेंगे हमने जुपिटर नोटबुक शुरू किया है और यहां हम टॉपिक मॉडलिंग के बारे में चर्चा करेंगे मुझे लगता है कि आपको याद है टॉपिक मॉडलिंग क्या है इसलिए यह अनिवार्य रूप से एक कॉर्पस या दस्तावेजों के सेट को मॉडल करने का एक तरीका है जहां संग्रह के सभी दस्तावेज विषयों के एक ही सेट को साझा करते हैंलेकिन प्रत्येक दस्तावेज़ उन विषयों को अलग अलग अनुपात में प्रदर्शित करता है हम अनिवार्य रूप से मानते हैं कि हमारे पास एक कॉर्पस है और उस कॉर्पस में जिसमें कई दस्तावेज़ हैं प्रत्येक दस्तावेज़ में विषयों का एक सामान्य सेट साझा होता है अब उन विषयों को देखते हुए वे इन दस्तावेज़ों में से प्रत्येक में अलग अलग अनुपात में भिन्न हो सकते हैं अब दिए गए दस्तावेज़ में प्रत्येक शब्द मूल रूप से उन विषयों में से एक से लिया गया है तो यहाँ हम मानते हैं कि हर शब्द जो आप किसी विशेष दस्तावेज़ में देखते हैं जो किसी विशेष टॉपिक के वितरण से आता है और टॉपिकअनुपात के आधार पर आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं अब यह सब जानने के लिए हमारे पास मूल रूप से ऑब्जरवेशन अवलोकन या बे या कॉर्पस ही है इसलिए इस कोड को चलाने के लिए जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं आपको जैनसिम नामक एक लाइब्रेरी स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए मुझे लगता है कि हर कोई एनाकोंडा नेविगेटर से परिचित है एक बार जब हम एनाकोंडा नेविगेटर का उपयोग करते हैं तो एनवायरनमेंट को ब्राउज़ करना होगा और यहां लाइब्रेरी सेक्शन की तलाश करनी होगी इसलिए यहां सभी विकल्प को सेलेक्ट करें और जैनसिम की तलाश करें हम पहले से ही जैनसिम की इंस्टॉलेशन कर चुके हैं यहां आपको आदर्श रूप से टिक मार्क नहीं दिखाना चाहिए इसलिए इसे चुनें और लाइब्रेरी इंस्टॉल करें लाइब्रेरी स्थापित होने के बाद हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और इस ट्यूटोरियल के लिए हम एक बहुत छोटे कॉर्पस को मानेंगे जो मूल रूप से 9 विभिन्न वाक्यों का संग्रह है तो यहाँ 9 दस्तावेजों का एक छोटा सा कोष है और प्रत्येक दस्तावेज़ में अनिवार्य रूप से केवल एक वाक्य है इसलिए इस कॉर्पस मॉडल को देखने के लिए हमें कुछ आवश्यक पूर्व प्रोसेसिंग करनी होगी इसलिए हमें इसे बैग ऑफ वर्ड्स फॉर्मेट में बदलने की आवश्यकता है और हम यहां दिखाएंगे कि यह कैसे करना है यहाँ कुछ पूर्व प्रोसेसिंग कदम हैं जो हम करने जा रहे हैं इसलिए इस सरलीकृत कॉर्पस के लिए हम मानते हैं कि स्टॉप शब्दों का एकमात्र सेट ये कुछ शब्द हैं लेकिन व्यावहारिकता में आपको अन्य स्टॉप शब्दों पर भी विचार करना पड़ सकता है लेकिन यहां कुछ पूर्व निर्धारित सेट हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं और हम दिखाएंगे कि उन सूचियों को कैसे प्राप्त करें तो हम उन सभी स्टॉप शब्दों की एक सूची बनाते हैं और हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सभी शब्दों को लोअरकेस में बदल दिया जाए यहां हम प्रत्येक वाक्य को दस्तावेज़ों में लेते हैं और फिर इसे स्पेस के आधार पर स्प्लिट करते हैं इसलिए हम एक बहुत ही सरल धारणा के आधार पर फिर से टोकेनाइजेशन करते हैं कि यदि 2 वर्णों के बीच कोई स्पेस है तो हम मान लेते हैं कि वे 2 नए शब्दों से संबंधित हैं क्योंकि हमारा कॉर्पस कुछ ऐसा है जो हम रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं ये सरल विधि आपको ऐसा करने में मदद करेगी लेकिन फिर से आप इस कार्य के लिए किसी भी स्टैंडर्ड टोकेनाइजर्स पर भरोसा कर सकते हैं इसलिए टेक्स्ट में अनिवार्य रूप से वे सभी व्यक्तिगत शब्द होंगेयदि आप यहाँ शब्द देखते हैं वाक्य " ह्यूमन मशीन इंटरफ़ेस फॉर लैब" यहाँ ए बी सी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो उस दस्तावेज़ को अब उन शब्दों की सूची के रूप में प्रस्तुत करता है जहाँ आप देखते हैं कि H ह्यूमन लोअरकेस h में बदल गया है फॉर शब्द हटा दिया गया है और हमें अनिवार्य रूप से एक सूची मिली है जहां प्रत्येक सूची अपने महत्वपूर्ण शब्दों के साथ एक दस्तावेज़ दिखाती है ऐसा करने के बाद हमें पूरे कार्पस में आने वाले किसी विशेष शब्द की गिनती या फ्रीक्वेंसी का पता चलता है उदाहरण के लिए ह्यूमन शब्द एक बार दस्तावेज़ एक में दिखाई दे रहा है और यह दस्तावेज 4 में एक बार भी दिखाई देता है तो ह्यूमन शब्द की कुल 2 घटना है तो कोड का यह विशेष हिस्सा मूल रूप से आपको बताता है कि एक बार अपने कोष में अलग अलग शब्दों की फ्रीक्वेंसी कैसे प्राप्त करें यह किस तरह किया जाता है जब हम उन शब्दों को फ़िल्टर करते हैं जो एक से अधिक बार दिखाई देते हैं इसलिए हम उन शब्दों को केवल उन शब्दों में रखते हैं जो हमारे कॉर्पस में एक से अधिक बार दिखाई देते हैं और हम उन्हें हटा देते हैं दूसरे छपे हुए वक्तव्य में आप यहाँ जो पाते हैं वे शब्द हैं जिन्हें इस विशेष क्राइटेरिया के लागू होने के बाद फ़िल्टर किया जाता है तो हम देख सकते हैं कि शब्द मशीन जो पूरे कॉर्पस में केवल एक बार दिखाई दे रहा था हटा दिया गया दी गई है और इसी तरह अन्य शब्द जैसे इंटरफ़ेस इत्यादि इसलिए जब यह हमारे पास होता है तब एयर हम बड़ी कॉर्प एरर करते हैंहम हर बार ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम हर बार प्रीप्रॉसेसिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ज्यादा समय लेने वाला हो सकता है एक बार जब हमारे पास यह प्रीप्रोसैस्ड स्टेट आ जाती है हम इसे किसी भी उपयुक्त फॉर्मेट में सेव करते हैं तो यहाँ जैनसिम इस टेक्स्ट को सेव करने के लिए एक उपयुक्त फॉर्मेट प्रदान करता है जिसे डिक्शनरी कहा जाता हैऔर हम इसे उस फॉर्मेट में सेव करते हैं यदि आप यहाँ Gensim जैनसिम में देखते हैंहम टेक्स्ट को एक उपयुक्त इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में बदलने के लिए डिक्शनरी विधि का उपयोग करते हैं और हमें पूरे कॉर्पस में 12 यूनिक टोकन हैंऔर डेटा को आसानी से संभालने के लिए हम प्रत्येक शब्द को एक विशिष्ट व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेशन में बदल देते हैं तो प्रत्येक यूनिक शब्द को एक इंडिविजुअल आईडी दी जाएगी किस शब्द के लिए कौन सा अंक आएगा वह आर्बिट्रेरी प्रदान किया जाता है इसके लिए कोई नहीं है इसलिए एक बार जब हम इस ऑपरेशन डिक्शनरी डॉट टोकन 2 आईडी को लागू करते हैं जो कि इस मॉडल के लिए इनबिल्ट अटरीब्यूट है जैसा कि जैनसिम द्वारा दिया गया हैआप देख सकते हैं कि माइनस जैसे शब्दों को एक आईडी ग्यारह दिया गया है और ग्राफ को आईडी दस दी गई है अब हम मानते हैं कि हम जो भी शब्द इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह इन शब्दों में से केवल एक से आएगा अब हम एक नया दस्तावेज़ लेते हैं जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है तो मेरे पास एक नया वाक्य या एक नया दस्तावेज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन है इसलिए मुझे उन सभी प्रीप्रॉसेसिंग को लागू करना होगा जो मैंने कॉर्पस पर लागू किए हैं क्योंकि कोई स्टॉप शब्द नहीं हैं मैं स्पष्ट रूप से फ़िल्टरिंग स्टॉप शब्दों को लागू नहीं करतालेकिन यहां ऐसा माना जाता है अब हम इसे कुछ ऐसे शब्दों में बदलते हैं जिन्हें बी ओ डब्लू या बैग ऑफ वर्ड्स कहा जाता है इसलिए अब एक दस्तावेज को बैग ऑफ वर्ड्स के रूप में दर्शाया जाने वाला है जो इस से बहुत मिलता जुलता है हम देख सकते हैं कि आपको एक सूची मिलती है 2 पेटल के साथ जो 1 कोमा 1 और 2 कोमा 1 दिखाती है तो यहाँ अनिवार्य रूप से क्या दर्शाया गया है इसलिए अनिवार्य रूप से आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास 3 शब्द हैं ह्यूमन कंप्यूटर और इंटरैक्शन लेकिन दुर्भाग्य से इंटरेक्शन एक ऐसा शब्द है जो हमारी डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं है इसलिए हम उस शब्द को अनदेखा करते हैं जब हम इस दस्तावेज़ को एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बदल देते हैं इसलिए सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आप अपने दस्तावेज़ को ह्यूमन कंप्यूटर मान सकते हैं क्योंकि यह वह है जो विषय मॉडल को फीड किया जाएगा अब यह पहली एनटीटी क्या है जो 1 और 2 का प्रतिनिधित्व करती है वे मूल रूप से ह्यूमन और कंप्यूटर शब्द में से प्रत्येक को रिप्रेजेंट करते हैं यदि आप देखते हैं कि ह्यूमन के लिए आईडेंटिफायर 2 है और कंप्यूटर के लिए आईडेंटिफायर 1 है और जो आप दाईं ओर देखते हैं वह किसी विशेष शब्द के प्रदर्शित होने की संख्या है उदाहरण के लिए यदि मैं फिर से एक और कंप्यूटर शब्द जोड़ता हूं तो यह ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन है जो आईडी 1 के साथ शब्द की गणना करता है जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद कंप्यूटर हो जाता है तो यह मूल रूप से प्रत्येक यूनीक शब्द की फ्रीक्वेंसी गणना है जो मूल रूप से दस्तावेज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि हमने डिक्शनरी को सेव किया था हम इन रिप्रेजेंटेशनको सीरियलाइजेबल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं और हम इसे स्टोर कर सकते हैं ताकि हम इसे लोड कर सकेंबाद में जब भी हमें आवश्यकता होती है ये सभी वे वाक्य हैं जिनसे हमने डील किया है वे पहली बार अपने रेलीवेंट शब्दों के साथ एक सूची फॉर्मेट में परिवर्तित हो गए हैं अब हम इसे अलग अलग उपयोग या व्यक्तिगत आईडेंटिफायर के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करते हैं तो इस कॉर्पस में क्या होता है हमारे पास इस विशेष शब्द के अलावा दो बार दोहराए जाने वाले शब्द में से कोई भी शब्द नहीं है जो 6 वां शब्द है 3 वाक्य में हो तोतीसरे वाक्य में 6 शब्द सिस्टम ह्यूमन सिस्टम ई पी एस तो यह अब 6 कोमा 2 तक कम हो गया है अब तक हमने कुछ खास टॉपिक मॉडलिंग मे नहीं किया है या जिसे हम इस पर्टिकुलर उदाहरण के लिए एलडीए कहते हैं हमने जो किया है वह यह है कि हमने एक ऐसे साधन का उपयोग फॉर्मेट बनाकर किया है जो मॉडल के लिए संभालना अधिक आसान है अब हमने एलडीए मॉडल का उपयोग किया या जैसा कि आपको ज्ञात हो लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन मॉडल टॉपिक मॉडल के लिए विभिन्न वेरिएशन हैं जिनका उपयोग किया गया है जैसा कि आपने अपनी क्लास में विभिन्न तरीकों को देखा है जैसे सीक्वेंशियल मोड सीक्वेंशियल टॉपिक मॉडल में और रिलेशन टॉपिक मॉडल यहाँ हम केवल साधारण एल डी ए मॉडल दिखा रहे हैं मैं इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूं अब हमें एक और कॉर्पस मान लेना चाहिए जहां सभी प्रीप्रॉसेसिंग शुरू में की गई हैं तो हमारे पास एक नया कॉर्पस जैसा कुछ है तो एक छोटे से कार्पस के साथ कुछ सेंटेंसेस और स्टॉप शब्दों को प्रीप्रॉसेसिंग से हटा दिया जाता है जैसे कि हम इसे डिक्शनरी में बदलते हैं और हम प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए इसे बैग ऑफ वर्ल्ड फॉर्मेट में बदल देते हैं इसलिए यहाँ हम इस कॉर्पस की रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं ताकि हम स्पष्ट कर सकें कि हमने इस ग्रुप में शब्दों के आधार पर एक नया शब्दकोश बनाया है अब एलडीए मॉडल पर आते हैं इसलिए एलडीए मॉडल में हमें सिस्टम को जो अनिवार्य रूप से प्रदान करना है वह टॉपिक्स की संख्या है इसलिए हम मानते हैं कि यूजर या प्रोग्रामर को पहले से ही उन टॉपिक्स की संख्या के बारे में पता है जिनमें कॉर्पस के कुछ संग्रह शामिल हैं और इसे एक पैरामीटर के रूप में या मॉडल के अरगुमेंट के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए अब यदि हम देखते हैं कि इस विशेष फ़ंक्शन को कस्टमाइज़ करने के लिए अन्य संभावित विकल्प क्या हैंआप देख सकते हैं कि वे कौन सी वैल्यू हैं जिन्हें हाइपर पैरामीटर अल्फा दिया जा सकता है हाइपर पैरामीटर ईटा या बीटा जैसा कि आप जानते हैं डीके और पुनरावृत्तियों की संख्या और अन्य सुविधाजनक पैरामीटर जिनका आप उपयोग कर सकते हैं इसलिए अल्फा और एटा महत्वपूर्ण हैं अन्य प्रोग्रामिंग सुविधा के लिए हैं तो हम इस मॉडल को चलाते हैं तो अब हमने इस कॉर्पस को डॉक बी ओ डब्लू प्रतिनिधित्व में जोड़ा है और हमने एक मॉडल प्राप्त करने के लिए एलडीए मॉडल को वह उद्देश्य प्रदान किया है इसे मॉडल के नाम से वेरिएबल में सेव किया जाता हैअब अगर हम देखते हैं कि हम पा सकते हैं क्योंकि हम पहले ही सिस्टम को बता चुके हैं कि केवल 2 टॉपिक होंगे इसने हमें 2 टॉपिक प्रदान किए हैं और यह उन शीर्ष पदों को दिखा रहा है जो टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है तो टॉपिक अनिवार्य रूप से शब्दों का एक संग्रह है जो विभिन्न दस्तावेजों से इकट्ठा किया गया है और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक शब्द उस विशेष टॉपिक से किस संभावना से संबंधित है हम यह भी देख सकते हैं कि एक ही शब्द कई विषयों से संबंधित हो सकता है यहां टर्म बैंक में 0164 की संभावना है और यहां शब्द बैंक में 0196 की संभावना है हम अन्य शब्दों को भी यहां दोहरा सकते हैं जैसे टॉपिक1 या टॉपिक2 में 0065 संभावना है और वाटर की फर्स्ट टॉपिक में 0142 की संभावना है जिसका इंडेक्स 0 है अब अगर आप आदर्श रूप से देखें तो संभावना 1 तक बढ़नी चाहिए इसलिए सभी शब्द जो यहां दर्शाए गए हैं जब हम संभावना जोड़ते हैं तो इसे 1 की संभावना देनी चाहिए लेकिन अगर आप इन मूल्यों को जोड़ते हैं तो यह एक को जोड़ नहीं रहा है तो यहां हमारे पास यह दिखाने का विकल्प है कि शब्दों या विषय को दर्शाने के लिए कौन सी संख्याएँ हैं यहाँ मॉडल ने दिए गए टॉपिक बनाया के लिए केवल शीर्ष 10 शब्द दिखाए हैं इसलिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम अक्सर उन टॉपिक की संख्या का उपयोग करते हैं जो 10 से अधिक हैं जैसे कि यह 50 या 100 टॉपिक हो सकता है उस स्थिति में यह फ़ंक्शन केवल 10 टॉपिक दिखाता है100 या 50 टॉपिक में से कुछ 10 टॉपिक के बाद से हमारे पास एक छोटा सा कोष है और मुझे पता है कि शब्दों की संख्या 20 से कम होने वाली हैऔर मैं सिर्फ शब्दों की पैरामीटर संख्या जोड़ता हूं क्योंकि शब्दों की अरगुमेंट संख्या 20 के बराबर है और हम किसी विशेष टॉपिक में मौजूद लगभग सभी शब्दों को पा सकते हैं यदि हम टॉपिक को बढ़ाते हैं तो यह नहीं बदलता है जिसका अर्थ है कि ये उस विशेष टॉपिक में केवल शब्दों की संख्या है का अब अगर हम जानना चाहते हैं कि किसी विशेष शब्द की संभावना क्या है हमें इस फ़ंक्शन से गलती से छूट गईटॉपिक शब्द मिलते हैं हम देख सकते हैं कि वॉटर शब्द की संभावना किसी भी टॉपिक में 0128 और 0047 है अब हम एक नया दस्तावेज़ देखते हैं जो बैंक है वॉटर बैंक जो मॉडल को प्रदान नहीं किया गया था जबकि यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहा था इसलिए हमारे पास क्या हैएक नया परीक्षण दस्तावेज़ या एक नया दस्तावेज़ है जहाँ हमारे पास शब्द बैंक है वाटर बैंक और हम पहले इसे बी ओ डब्लू रिप्रेजेंटेशन में बदल देते हैं एक बार यह मिलने पर हम क्या देखते हैं कि शब्द 0 और शब्द 3 है तो दोनों पद जो कि बैंक और वॉटर की तरह हैं दोनों शब्दों की टॉपिक 0 से संबंधित होने की अधिक संभावना है यहां तक कि अगर बैंक शब्द की टॉपिक में एक उच्च संभावना है तो इसकी वजह वॉटर शब्द के साथ आना हो सकता है जिसका टॉपिक 0 में उच्च स्कोर है बैंक और वॉटर दोनों शब्दों को इस विशेष दस्तावेज़ के लिए टॉपिक 0 में होने की उच्च संभावना दी जाती है जैसा कि आप टॉपिक मॉडल में जानते हैं कि यह एक शब्द है जो कई विषय वितरण से संबंधित है और एक बार जब आप दस्तावेज़ में विशेष शब्द पाते हैं तो यह उन टॉपिक में से किसी एक से आ सकता है अब यदि आप यहां 5 वेल्यू को देखते हैं जो अनिवार्य रूप से किसी विशेष दस्तावेज़ टॉपिक से संबंधित उस दस्तावेज़ में एक शब्द की संभावना है तो 5 वेल्यू अनिवार्य रूप से बताती है की उन टॉपिक से संबंधित प्रत्येक शब्द की संभावना क्या है इसलिए यदि आप यहां शब्द 3 टाइप करते हैं जब आप यहां मूल्यों को जोड़ते हैं तो इसकी संभावना यह है कि यह एक स्कोर जो 2 तक जोड़ता है को दिखाता है परंतु उसकी संभावना को नहीं यदि 5 वेल्यू का योग 2 है और जो 1 नहीं है और यह विशेषता लंबाई द्वारा स्केलिंग का संकेत है तो यह हमेशा नहीं होता है लेकिन यह यहाँ एक इंडिकेटिव पहलू है कि अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं हमने यहां दूसरा दस्तावेज़ लिया है जो कि ब ओ डब्लू फाइनेंस है इसलिए एक बार जब हमारे पास हमारे दस्तावेज़ के रूप में बैंक फाइनेंस होता है तो हम पा सकते हैं कि बैंक और फाइनेंस दोनों शब्दों में टॉपिक 1 से संबंधित होने की अधिक संभावना है इसलिए यदि आप तीसरा शब्द देखते हैं जो बैंक था तो टॉपिक 0 से संबंधित होने की अधिक संभावना थी लेकिन दूसरे दस्तावेज़ में यह मॉडल मानता है कि शब्द बैंक टॉपिक 1 से आता है न कि टॉपिक 0 से यह फिर से माना जाता है क्योंकि यह शब्द बार बार फाइनेंस के साथ आया है इसलिए हमें रिवर साइड या रिवर बैंक के बजाय फ़ाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन बैंक के बारे में बात करनी चाहिए तो यह इस मॉडल का उपयोग करके स्पष्ट हो जाता है अब आइए देखें कि इन सभी दस्तावेज़ों के लिए अलग अलग मूल्य क्या हैं तो हम दस्तावेज़ टॉपिकस का पता लगा सकते हैं तो पहला दस्तावेज़ जो अनिवार्य रूप से बैंक रिवर शोर वाटर है यदि दस्तावेज़ प्रतिनिधित्व में इसकी उच्च टेंडेंसी है या टॉपिक1 के बजाय टॉपिक 0 का उच्च अनुपात है अब इंडिविजुअल शब्द सभी 4 शब्द थे 0 1 2 और 3 की टॉपिक 0 से संबंधित होने की हायर टेंडेंसी है 5 वैल्यू जो उस दस्तावेज़ में प्रत्येक शब्द के लिए प्रति शब्द डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है समान ब्रांच को भी दर्शाता है अब यदि आप प्रति दस्तावेज़ में अगला शब्द देखते हैं जो दस्तावेज़ रिवर वाटर फ्लो फास्ट ट्री है हम पता लगा सकते हैं कि इसकी टॉपिक 0 से संबंधित होने की संभावना टॉपिक एक से ज्यादा है और हम पता लगा सकते हैं कि कुछ शब्दों में 4 और 6 जैसे विषय में कोई आने की या होने की कोई संभावना नहीं है अब यदि आप कहते हैं कि उन दस्तावेजों में से एक पर गौर करें जहां यह टॉपिक 1 से संबंधित होने की संभावना 088 है जबकि टॉपिक 0 से संबंधित की 011 है और हम पता लगा सकते हैं कि लगभग सभी शब्दों में एक टॉपिक से संबंधित होने की संभावना अधिक है यह भी संभव है कि इस दस्तावेज़ के लिए समान हो हमारे पास प्रत्येक टॉपिक के लिए कम या ज्यादा समान वेट हैं जैसे टॉपिक 0 की 044 है और टॉपिक 1 यह 055 है जहां इस दस्तावेज़ का विश्वास कि यह विशेष विषय से संबंधित है वह पर्याप्त निर्णायक नहीं है हम पता लगा सकते हैं कि 2 शब्दों की टॉपिक 1 से संबंधित होने की संभावना है जबकि उस अंतिम तीसरे शब्द की टॉपिक 0 से संबंधित होने की अधिक संभावना है और हम इस टॉपिक अनुपात के साथ उन प्रत्येक डॉक्स शब्दों के तुलनात्मक मूल्यों को पा सकते हैं तो हम विषय मॉडलिंग या एलडीए का उपयोग करके एक कॉर्पस का विश्लेषण कैसे करते हैं Gensim जैनसिम अनिवार्य रूप से पैकेजेस का एक सूट प्रदान करता है जो विभिन्न विषय मॉडलिंग कार्य में मदद करता है और उनके पास व्यापक ट्यूटोरियल का एक सेट है तो आप जिस ट्यूटोरियल को यहां देख रहे हैं उसे जैनसिम के कई ट्यूटोरियल्स से जोड़ कर बनाया गया है आप विभिन्न विषयों पर एक और नज़र डाल सकते हैं फिर एलडीए के अलावा अन्य विषय मॉडल प्रदान किए जाते हैं और साथ ही वे विषय मॉडल ई पिचिंग लोड एचडीपी दिखाते हैं जो कि हाईरैरीकॉल डिस्प्ले प्रोसेस है और उनके पास सीक्वेंशियल एलडीए के लिए एक मॉडल भी है तो हम उनमें से एक पर क्विक नज़र रख सकते हैं यहां हम एक दस्तावेज़ को रिप्रेजेंटेशन करने के विभिन्न ट्रांसफॉरमेशंस या विभिन्न तरीकों का पता लगा सकते हैं डीएफ आई डीएफ और एलएसए या एलएसआई कुछ पॉपस है यह एक दस्तावेज़ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने के कुछ लोकप्रिय तरीकों में से हैं हमारे पास एलडीए है जो हमने देखा है हमारे पास एचडीपी है इसलिए एचडीपी एक गैर पैरामीट्रिक संस्करण है जहां आपको विषयों की संख्या प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है साथ ही यह मॉडल द्वारा अनुमान लगाया गया है तो यह विषय मॉडलिंग ट्यूटोरियल के लिए बहुत है